आइए हम कुछ मॉड्यूल इंटरकनेक्शन को देखें यदि आप PV सेल का एक विशिष्ट मॉड्यूल लेते हैं यह इस तरह है और इसके टर्मिनल हैं तो इससे हमें डायोड को जोड़ना होगा तो डायोड में से एक जो कि हम जोड़ना चाहते हैं वह इस प्रकार टर्मिनल पर है अब यह डायोड है जो इस मॉड्यूल के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर तब प्रभावी होता है जब यह मॉड्यूल आंशिक रूप से छायांकन में है और यह सिंक की स्थिति में जा सकता है उस समय यह डायोड इस पैनल को बायपास करेगा और इसकी रक्षा करेगा एक और डायोड जिसे आपको इस तरह जोड़ना होगा और अब बाहरी लोड को यहां इन टर्मिनल पर जोड़ा जाना है तो यह वह जगह है जहां आपको बाहरी लोड R0 को इस तरह से कनेक्ट करना होगा तो यह डायोड श्रेणी क्रम संरक्षण के लिए है और यह डायोड समानांतर संरक्षण के लिए है जब पैनल सिंक मोड में होता है डीसीपेटीव मोड में होता है तो पोलैरिटी इस तरह होगी यह डायोड सक्रिय होगा और आपके पास करंट प्रवाह उसके जैसा होगा तो आपके पास वास्तव में इन टर्मिनल पर दोनों डायोड ड्रॉप्स दृश्य में आते हैं दोनों डायोड ड्रॉप में से एक को बचाने के लिए आप साहित्य में पा सकते हैं की इस डायोड को यहां के बजाय यहाँ रखा जाएगा तो यह एक श्रेणी क्रम डायोड सेट के साथ इस पैनल को बायपास करेगा आप इस तरह से भी बाईपास डायोड को रख सकते हैं जहां आपके पास केवल एक डायोड ड्रॉप होगा जब भी करंट इस तरह से बाईपास डायोड के माध्यम से प्रवाहित होता है जब हमारे पास श्रेणी क्रम में कई मॉड्यूल जुड़े होते हैं तो यह इस तरह दिखाई देगा इसे जल्दी से ड्रा कर रहा हूं तो हम कहते हैं कि आपके पास ऐसे कई मॉड्यूल हैं और आप इन सभी मॉड्यूलों को उसी तरह श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं और हम जानते हैं कि हम इन पर इस तरह से डायोड कनेक्ट करते हैं ताकि वे आंशिक रूप से छायांकित अथवा सिंक मोड में हो जाने पर PV पैनलों को बायपास करने में सक्षम हों तो यह टर्मिनल होगा और आपके पास टर्मिनल वोल्टेज VT होगा जिस पर आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं अब इस तरह से आपके पास श्रेणी क्रम में मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग हो सकती है आप समानांतर में भी कई मॉड्यूल रख सकते हैं तो हम कहते हैं मेरे पास इस तरह समानांतर में n मॉड्यूल हैं और हम श्रेणी क्रम में बाहरी डायोड को इस तरह से जोड़ सकते हैं ताकि यह किसी भी विपरीत दिशा में बहने वाले करंट को पैनल में बहने से रोक सके तो यह समानांतर में मॉड्यूल का सेट होगा आपके पास श्रेणी क्रम समानांतर कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है तो यह एक श्रेणी क्रम है यह समानांतर है आइए हम श्रेणी क्रम और समानांतर दोनों प्रकार के मॉड्यूल को एक बड़े सिस्टम में इंटरकनेक्ट करते हैं अब हम कहते हैं आपके पास इस तरह श्रेणी क्रम में n मॉड्यूल हैं तो यह 1 2 से n है मुझे इस तरह से पूरी श्रेणी क्रम आर्म के लिए एक श्रेणी क्रम डायोड लगाने दीजिए तो इस प्रकार प्रत्येक श्रेणी क्रम आर्म में एक श्रेणी क्रम डायोड है और यहां m समानांतर सेट हैं और बाईपास सुरक्षा के लिए आपके पास प्रत्येक मॉड्यूल में इस तरह से डायोड हैं या आप डायोड के सेट मॉड्यूल के समूह के लिए भी ले सकते हैं इस तरह से डायोड कनेक्ट करें अब यह हर मॉड्यूल के लिए श्रेणी क्रम सिंक प्रभाव सुरक्षा देगा और फिर इस तरह से सभी श्रेणी क्रम आर्म को इंटरकनेक्ट करे तो ऐसे कई आर्म हैं और यहां आपके पास आपका लोड होगा यह R0 है और उस पार वोल्टेज VT है तो यह एक सामान्य सिस्टम होगा जहां आपके पास श्रेणी क्रम में n मॉड्यूल इस तरह से होते हैं और m सेट होते हैं जोकि 1 2 इस प्रकार m तक है तो आपके पास N बाय M मॉड्यूल है और वे इस तरह से संरक्षित हैं